आपदा बहाली और बेहतर निर्माण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतेश है मैं वास्तुकला और योजना विभाग आईआईटी रुड़की में एक सहायक प्रोफेसर हूं आज मैं एक व्याख्यान देने जा रहा हूँ जो वास्तव में क्योटो विश्वविद्यालय क्योटो डीपीआरआई डॉ सुभज्योति समददार द्वारा तैयार किया गया है इसलिए उनकी अनुपलब्धता के कारण मैंने जो काम किया है उससे सीखने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको उनके काम और बांग्लादेश के बारे में बताने जा रहा हूं और यह आपदा की तैयारियों की तकनीक और प्रसारकों के योगदान पर है सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में बात करने जा रहे हैं 1971 से उन्हें पाकिस्तान से आजादी मिली और आप यहां जो देख सकते हैं वह सुंदरवन के एक बहुत ही समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र में रखी गई विरासत है और यह पूरा बांध के पास है और इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा बाढ़ से ग्रस्त है और इसका कुछ हिस्सा तटीय क्षेत्र के साथ साथ बांध क्षेत्रों में भी है और इसका एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है एक इस्लामी राष्ट्र है और आंशिक रूप से इसके कुछ कारण भी हैं क्योंकि यह बंगाल से अलग किया गया है पश्चिम बंगाल में और इस्लामिक राष्ट्र के रूप में आप जो कुछ भी देखते हैं दोनों की बहुत समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं 1971 से स्वतंत्र होने के बाद बांग्लादेश में बहुत सारे विकास कार्यक्रमों पर काम किया गया है और यूनिसेफ बांग्लादेश सरकार के साथ काम कर रहा है ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न संवेदनशील स्थितियों को बढ़ावा दिया जा सके और एक यहां प्रमुख चिंता का विषय पानी और पेयजल जोखिम है तटीय बांग्लादेश में इसकी खारा सामग्री की वजह से पीने के पानी की व्यवस्था और विभिन्न आदिवासी समुदाय और तटीय समुदाय कैसे बचे हैं और वे किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं इसीलिए कई एजेंसियों उन्हें हैंडपंप भूजल संसाधन प्रदान करती है और साथ ही साथ वे किसी प्रकार के सतही जल पर निर्भर करते हैं जो मूल रूप से तालाब या नदी के जल संसाधनों पर निर्भर करता है लेकिन 1980 के दशक से जलवायु परिवर्तन या इसके औद्योगिक पहलुओं के साथ कई अन्य कारकों के कारण यह वह जगह है जहां उन्हें 2 महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ा है एक है आर्सेनिक संदूषण जो भूजल संसाधनों और जल लवणता से स्पष्ट है तो कैसे खारा पानी घरेलू उद्देश्यों के लिए खपत के लिए अच्छा नहीं है इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है लेकिन दैनिक आवश्यकताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण समस्या है जो बांग्लादेशी समुदाय विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस तरह की समस्याओं से भरती है और यह वह जगह है जहां हमने सोचा कि हम इन कमजोर स्थितियों को कैसे संबोधित कर सकते हैं क्योंकि ये निवासियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाले हैं यह बहुत सारी पुरानी बीमारियाँ दस्त पैदा कर सकता है और इसके कुछ प्रकार के जैविक मुद्दे हो सकते हैं न केवल मानव निवास पर बल्कि यह वनस्पतियों और जीवों पर भी हो सकता है इसलिए यह एक तरह का नवाचार है और वह जगह है जहां अमामिजू जो एक जापानी प्रौद्योगिकी के रूप में एक तरह का नवाचार है यह वर्षा जल संचयन के बारे में बात करता है जापानी में अमा का अर्थ है नदी और मिज़ू का अर्थ है पानी यह नदी के जल संचयन की बात करता है इसलिए वे जल संग्रह टैंक देने और वर्षा जल एकत्र करने की कोशिश करते हैं और वे इसे 6 महीने तक बनाए रखते हैं और फिर इसका पुन उपयोग करने में सक्षम होते हैं यह एक तरह की तकनीक है जिसे उन्होंने विकसित किया है और यह उन नवाचारों में से एक है जहां इसकी आवश्यकता उस विशेष भौगोलिक जलवायु और कमजोर परिस्थितियों के लिए थी और उन्होंने विभिन्न ग्रामीण गांवों में स्थापित करने की कोशिश की है जिन्हें इस तरह की तकनीक की जरूरत है यदि आप मानचित्र को देखते हैं ये सभी गंभीर रूप से प्रभावित मामूली रूप से प्रभावित और हल्के प्रभावित क्षेत्र हैं और इसी तरह हमारे पास हल्के प्रभावित और बहुत हल्के प्रभावित क्षेत्र हैं लेकिन चुनौती यह है कि इस तकनीक को बड़े राष्ट्र के रूप में स्थापित कैसे किया जाए यह सब कुछ एक साथ शुरू हो सकता है लेकिन इसे आगे कैसे फैलाना है इसे कौन लेगा ये अन्वेषक कौन हैं जो तकनीक के इस विशेष हस्तांतरण को एक व्यापक समुदाय में ले जा रहे हैं इसलिए यह एक चुनौती है क्योंकि एक तरफ हम समुदायों के विभिन्न समूहों को पकड़ने और उन्हें इस तकनीक का उपयोग करने और उन्हें महसूस करने के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन यह चुनौती बहुत बड़े पैमाने पर है कि हम इस उत्पाद को कैसे अलग कर सकते हैं इसलिए उनकी पिछली कक्षाओं में भी डॉ सुभज्योति समददार ने बांग्लादेश के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा की है और यह आर्सेनिक सामग्री का एक दूसरा पहलू भी है और नवाचार को कैसे अलग किया जा सकता है और चुनौतियां क्या हैं और इसका आकलन कैसे किया जा सकता है इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल एक नवाचार नहीं है बल्कि इस नवाचार को ग्रामीण गरीबों को व्यापक समुदायों तक ले जाना है इसलिए इसे कैसे आगे ले जाना है और इस प्रक्रिया को कैसे फैलाना है अब किसी भी उत्पाद चाहे वह एक टैंक आई फ़ोन या कोई अन्य रिमोट ड्राइविंग कार है इसलिए कोई भी उत्पाद समाज के लाभ के लिए समाज में आ रहा है लेकिन पहली बात यह है यह एक बहुत ही जोखिम भरा निर्णय है कि इसे लेना है या नहीं सोचिए किसी ने कल पेट्रोल से नहीं बल्कि पानी से चलने वाली एक कार का आविष्कार किया है तो क्या होता है कि लोग इसकी आदत डालना शुरू कर देंगे क्योंकि वे इस पर पानी डालते रहते हैं और वे इसे चलाते रहते हैं तब वे थोड़ा और पैसा बचा सकते हैं लेकिन तब क्या होता है एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़े निवास स्थान का क्या होता है एक छोटे से आविष्कार से बड़ा जोखिम हो सकता है ख़ुशकिस्मती से एक ऑटोपायलट कार जब भारतीय सड़कों पर चलती है जब तक कि उसका सही तरीके से परीक्षण नहीं किया जाता है तो इसे शुरू करने के लिए कैसे जोखिम उठाना है शुरुआत में जो व्यक्ति शुरू कर रहा है वह स्पष्ट रूप से एक बड़ा जोखिम ले रहा है क्योंकि वह नहीं जानता कि इसके परिणाम क्या है लेकिन फिर हम यह सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि भविष्य के परिणाम कैसे होंगे आम तौर पर यह हमारी मानवीय प्रवृत्ति है हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरों ने कैसे लागू किया है क्या वे ठीक हैं क्या यह परीक्षण किया गया है सब कुछ भूल जाओ आप अमेज़न में कुछ उत्पाद खरीद रहे हैं वे समीक्षा देखते हैं कि यह उत्पाद कैसा है आपूर्तिकर्ता कैसा है स्टार रेटिंग क्या है और आजकल मैंने यह भी देखा है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास अस्पताल जाते हैं तो लोग भी फीडबैक देख रहे हैं क्योंकि वह प्रतिपुष्टि प्रक्रिया आपको बता रही थी कि क्या यह एक अच्छा डॉक्टर है या नहीं अस्पताल अच्छा इलाज कर रहा है या नहीं यह आप कैसे हैं पता है कि हम अलग अलग नेटवर्क से आने वाले सूचना के स्रोत या सूचनाओं के एक समूह पर भरोसा कर रहे हैं हम कुछ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हैं और हम इसे विकास या गतिविधि को संसाधित करने में सक्षम हैं इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया है कि क्या मैं नई तकनीक स्थापित करता हूं या नहीं क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा है आप नहीं जानते कि परिणाम क्या हैं और हम इस जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं आप जानते हैं कि हम जानकारी की तलाश कैसे करते हैं और हम इसे संसाधित करते हैं हम इसे विकसित करते हैं हम अपना विश्लेषण करते हैं कि हमें आगे जाना चाहिए या नहीं इन टैंकों को लागू करने के लिए कोई भी नवाचार पर जानकारी साझा कर रहा है कि क्या किसी की प्रतिक्रिया किसी ने इसका उपयोग किया है जो कुछ जोखिमों को भी कम कर सकता है आप कुछ जोखिमों से परिचित हो जाएंगे जो किसी और ने इसका सामना किया है या वे आपके सामने आए हैं अनिश्चितताओं के बारे में कुछ परिचित एक शुरुआती अनुकूलक से लेकर देर से अनुकूलन ग्तक जानकारी कैसे मिलती है यह एक तरह का बेल ग्राफ़ है जिसके बारे में मैं आगे के पाठ में चर्चा करूंगा कि कैसे जल्दी अपनाने वाला उच्च जोखिम लेता है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है व्यक्ति दूसरों से प्रभावित होते हैं दूसरों से सीखते हैं और अंततः निर्णय बदलते हैं तो कोई इसे खरीदना चाहता है वे शुरू में इस उत्पाद को खरीदने के लिए बहुत रोमांचित थे या इस उत्पाद को लागू करने के लिए इसे लेने के लिए लेकिन फिर वे सीखते हैं कि यह इसके बाद के प्रभाव हैं इसके दुष्प्रभाव हैं और यही वे हैं निर्णय बदल सकते हैं और आजकल सोशल मीडिया से हमें एक बहुत ही अविश्वसनीय और विरोधाभासी डेटा मिल रहा है बहुत सारी जानकारी के साथ हम एक उलझन में भी पड़ रहे हैं पहले लोग जिन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है उन्हें इनोवेटर्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने इसे लेने के लिए एक उच्च जोखिम लिया हो सकता है कि यह विशेष उत्पाद कैसे काम करने वाला है और फिर यह है कि इन तक प्रतिपुष्टि कैसे पहुंची तो तत्काल नेटवर्क चाहे वह दोस्त हो चाहे पड़ोसी हो चाहे वह रिश्तेदार हो जो अपने व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष नेटवर्क के माध्यम से एक प्रकार के सूक्ष्म स्तर के नेटवर्क के बारे में हो हमारे पास बैल ग्राफ है और फिर एक और समूह है जो अंत में आता है वे यह देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने इसे कैसे अनुकूलित किया है और फिर अंत में वे एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण में अधिक हैं और ये एक गंभीर परीक्षण होने के बाद यह समझने के लिए कि यह कैसे परीक्षण किया गया विकल्प है इसलिए कि जहां वे इस पर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं उन्हें सामान्य रूप से लैगार्ड के रूप में संदर्भित किया जाता है या इन शुरुआती बहुमत और देर से बहुमत भी है यहाँ हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे यह वास्तव में बहुत बढ़िया उपकरण मिला क्योंकि उन्होंने इसे अभी आज़माया है लेकिन फिर आप इस स्तर पर जानते हैं कि काश मैं इसे पहले प्रयोग करके देखूँ यह बहुत अच्छा है वे कभी कभी पश्चाताप करते हैं बेहतर है कि हमें पहले यह पता चल जाए कि यह सफल रहा है यह है कि वहाँ कैसे हम भी सूक्ष्म स्तर के नेटवर्क के बारे में बात की है जो व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष प्रसार के साथ क्या करना है और दूसरा एक मैक्रो स्तर के नेटवर्क के साथ है जिसमें एक अप्रत्यक्ष नेटवर्क है हम दिल्ली में किस तरह से उपयोग कर रहे हैं और यह कैसे अलग अलग शहरों या विभिन्न समुदायों में फैलता है और यह वह जगह है जहां मैक्रो स्तर नेटवर्क है अप्रत्यक्ष नेटवर्क एक साथ जाता है तो यह वही है जिसके बारे में हमने बात की है लेकिन इन दोनों को आप जानते हैं कि प्रसार के विभिन्न स्तरों पर योगदान करते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति आईआईटी जैसी जगह पर भी आ सकता है और इसकी जांच कर सकता है मैं किसी के साथ रह रहा हूं एक कंप्यूटर खरीद रहा है मैं आपको कॉल करता रहता हूं कि आपने खरीदा है कि प्रतिपुष्टि कैसा है क्या मैं इसे ले जाऊंगा कीमत क्या है आपने कैसे किया यह सुविधा कैसे है या वहां नहीं है इस पहलू पर चर्चा की गई है तो इसी तरह जब आप एक बड़े चित्र को देख रहे हैं जो फिर से मैक्रो स्तर के नेटवर्क है चाहे वह दिल्ली में लागू किया गया हो चाहे रुड़की में अब यदि हम सबसे नवीन और रूढ़िवादी की धारणा को लेते हैं यदि आप अब एक उदाहरण देखते हैं तो यहां एक व्यक्ति ए जिसके पास 5 दोस्तों का समूह है और वह है जिसने वास्तव में इसे शुरू करने का जोखिम उठाया है जबकि व्यक्ति डी वह अभी भी एक रूढ़िवादी है लेकिन उसके सभी परिवेश अभी भी अपने स्वयं के सोचने के तरीकों पर भरोसा कर रहे हैं हालांकि उसके नेटवर्क का उन्मूलन शुरू हो गया है उसे इसके बारे में सोचने में समय लगता है इसलिए हम यहां बात करते हैं कि कौन अधिक नवीन है जिसे आप तुरंत जानते हैं वह इसका परीक्षण करने के लिए जोखिम लेता है और जो व्यक्ति बी और व्यक्ति सी फिर से आपके पास आता है यह भी देखा जाता है कि अन्य लोगों ने पहले से ही कैसे अपनाया है और यह भी व्यक्ति ने दूसरों को प्रभावित किया है ताकि धीरे धीरे परिवर्तन हो और अन्य दोस्तों के बावजूद अभी भी वह स्थिर है जिसे आप जानते हैं लेकिन यह है कि रूढ़िवादी स्तर पर बहुत ही अभिनव स्तर कैसे है कैसे समय एक्सपोज़र और थ्रेशोल्ड बदलता है समय 1 में जैसे आपके पास 2 संदर्भ बिंदु हैं जिन्हें हम इस छोटे से उदाहरण में संदर्भित कर रहे हैं एक ए है और एक बी है और ए में फिर से 5 मित्र हैं और बी के 5 मित्र हैं और वे अपने स्वयं के नेटवर्क हैं और हम इस आरेख द्वारा देख सकते हैं यह एक प्रकार का सामुदायिक नेटवर्क है और इस 'ए' के पास उसके चारों ओर 60 का एक्सपोज़र है जो इन टैंकों का उपयोग कर रहे हैं और 'बी' के पास ऐसा कोई नहीं है हम समय 2 चरण पर कॉल करते हैं इसलिए अब उसके मामले को देखते हुए 'ए' ने उसे अपनाया है और 'बी' अभी भी नहीं है लेकिन जब आप देखते हैं 5 के समय में अब 'ए' ने अपनाया है और यह भी जिसने इसे सबसे बड़े समुदाय में फैलाया है लेकिन अब 'बी' ने अपनाया है इसे देखने के 2 तरीके हैं हम अभी भी 'ए' को कॉल कर सकते हैं जिन्होंने बहुत प्रारंभिक अवस्था में जोखिम लिया है हम उसे एक संपूर्ण सामुदायिक क्षेत्र में एक अभिनव कह सकते हैं बी को एक रूढ़िवादी स्तर पर और दूसरे अर्थ में देखा जा सकता है लेकिन यदि आप इसे देखते हैं बी में 5 के समय पर भी उनके 4 दोस्तों ने अभी भी इसको नहीं अपनाया है लेकिन वह एक है जिसने एक कदम आगे बढ़ाया है यदि हम एक समुदाय के रूप में उस बी के सूक्ष्म स्तर को देखते हैं तो हम अभी भी सूक्ष्म स्तर पर उस संदर्भ में उसे अधिक अभिनव कह सकते हैं तो समय घटक और उस के पैमाने घटक से देखने की अलग अलग धारणाएं हैं अब तक हमने जो चर्चा की वह यह बताती है कि किस स्तर पर नवाचार हैं कौन से इनोवेटर्स हैं और इन इनोवेटर्स की क्या विशेषताएं हैं एक बाहरी प्रभाव जो इन नवोन्मेषकों को हम कहते हैं वे अग्रणी हैं जो इस जानकारी को आगे ले जाते हैं और इसे आगे फैलाते हैं एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो फिर से सूक्ष्म स्तर और प्रत्यक्ष नेटवर्क है जो मानदंडों पर सामाजिक प्रभाव के साथ हो सकता है लेकिन सिस्टम नेटवर्क जो मैक्रो स्तर के बारे में बात करता है जिसमें एक अप्रत्यक्ष नेटवर्क है जो सामाजिक तौर पर सीखने के माध्यम से है सुभज्योति समददार और उनकी टीम ने बांग्लादेश के कुछ दूरदराज के इलाके में एक परियोजना के रूप में काम किया और टैंकों के इस सेट को कैसे अलग किया गया और उन्होंने इस पूरे सर्वेक्षण को कैसे किया ये कुछ टैंक हैं जिनका निर्माण किया गया है और उन्होंने इसमें बहुत सारे सर्वेक्षण किए हैं उन्होंने कई प्रकार के हितधारकों के साथ बातचीत की है जो उन्होंने सीखा कि क्या कारण हैं वे इस उत्पाद के बारे में कैसे सीख सकते हैं इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है यह कई तरह के पहलू हैं जो वे साक्षात्कार में देखते हैं अपना लेने वाले वर्ग क्या हैं यह एक घंटी के आकार का वक्र है जो प्रत्येक श्रेणी में व्यक्तिगत नवीनता और प्रतिशत को दर्शाता है इसमें 4 5 पहलू हैं जैसे कि हमने मोर्चे पर नवप्रवर्तनकर्ताओं के अंत में लैगार्ड पर चर्चा की और फिर आपके पास शुरुआती अपनाने की क्षमता है जल्दी बहुमत और देर से बहुमत तो यह घंटी के आकार का एक प्रकार है उन्होंने सूक्ष्म और स्थूल स्तर की समझ दोनों को किया जहां माइक्रो नेटवर्क के साथ उन्होंने इस प्रकार की थ्रेशोल्ड स्थापित की जिसमें शुरुआती अनुकूलक ग्रहण शुरुआती मापा बहुमत अनुकूलक देर से बहुमत और लैगार्ड और ये थ्रेशोल्ड हैं ये थ्रेशोल्ड क्या हैं बहुत कम थ्रेशोल्ड ऊंची थ्रेशोल्ड बहुत ऊंची थ्रेशोल्ड ये शुरुआती अनुकूलक कौन हैं वृहद स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ग्रहण करने का समय औसत समय से पहले एक मानक विचलन से अधिक था इसलिए इन्हें शुरुआती अनुकूलक और प्रारंभिक और बाद के बहुमत के अनुकूलक के रूप में संदर्भित किया जाता है जो केंद्रीय चरण है या जिन व्यक्तियों को ग्रहण करने का समय औसत से पहले और बाद में एक मानक विचलन द्वारा बाध्य किया गया था और लैगार्ड वे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में एक मानक विचलन के माध्यम से अपना लिया है और माइक्रो या पड़ोस के स्तर के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत कम सीमा उच्च सीमा और लैगार्ड है इसलिए आपके पास व्यक्तिगत नेटवर्क थ्रेशोल्ड है जिसे एक्सपोज़र के समय अपना लेने वाले नेटवर्क एक्सपोज़र के रूप में परिभाषित किया गया है एक समय में एक व्यक्ति के व्यक्ति नेटवर्क में अपनाने वालों का अनुपात इसलिए यदि आप इसे अब इस सभी चरणों में देखते हैं तो यह केवल 1 व्यक्ति के पास है और फिर 2 फिर 3 लेकिन फिर अंत में इसने एक को प्रभावित किया है इसलिए यह समय के एक बिंदु पर व्यक्तिगत व्यक्तियों के नेटवर्क में अपनाने वालों के अनुपात में जोखिम है इसलिए समय पहलू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह कैसे गतिशील है और मापदंडों को प्रभावित करता है यह बहुत कम थ्रेशोल्ड है वह व्यक्ति जिसके नेटवर्क थ्रेशोल्ड मूल्य उस नेटवर्क थ्रेशोल्ड के औसत से कम और मानक विचलन से अधिक है और इसी तरह कम थ्रेशोल्ड अपनाने वाले और उच्च थ्रेशोल्ड अपनाने वालों के पास एक व्यक्तिगत सामाजिक नेटवर्क है उच्च नेटवर्क थ्रेशोल्ड को अपना लेने में जहां व्यक्तिगत नेटवर्क एक मानक विचलन औसत से अधिक है यह वह मैट्रिक्स है जिसे उन्होंने विकसित किया था और फिर टैंक मैक्रो या माइक्रो लेवल पर वितरण को अपनाता है यदि आप इसे देखते हैं तो शुरुआती अपनाने वाले 74 पर थे जिसे आप जानते हैं और यह कैसे बदल रहा है और 74 से और फिर यह आगे बढ़ता है 49 और फिर इसी तरह से यह एक तरह से चल रहा है यह आगे आपको पता चल रहा है इसलिए उन्होंने इस तरह के ग्राफ को देखा वे कौन से पहलू हैं जो उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को अब प्रभावित करते हैं यहाँ फिर से अगर आप इसे देखते हैं तो 74 से शुरुआती अपना लेने वाले को यह 27 पर चला जाता है इसलिए शुरुआती गोद अपना लेने वाले इसे धीरे धीरे कम कर देते हैं और जबकि प्रारंभिक बहुमत यह बढ़ते घटक जाता है ये कौन हैं क्योंकि ये अग्रणी राय निर्माताओं के रूप में कैसे कार्य करते हैं क्योंकि यह वह जगह है क्योंकि उनकी राय एक उच्च मूल्य है क्योंकि वे वही हैं जो इसे पहले और फोरहैंड में इस्तेमाल करते हैं राय नेता स्कोर इसलिए उन्होंने इस तरह के राय नेतृत्व नेटवर्क का इस्तेमाल किया है कृपया हमें ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम बताएं जिनके साथ आप अक्सर निजी और पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए राय और सुझाव देते हैं आप किस पर अधिक निर्भर हैं ये कौन हैं वे इसके साथ कैसे जुड़े हैं और यहीं उन्होंने डिग्री केंद्रीयता की अवधारणा को अपनाया और यह एक मात्रात्मक माप तकनीक है जहां डिग्री नोड की डिग्री के रूप में है और यह उन अवसरों और विकल्पों को दर्शाती है जो एक नोड के पास हैं जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि प्रत्येक नोड में एकाधिक कनेक्शन कैसे है उच्च डिग्री केंद्रीयता वाले नोड्स अधिक केंद्रीय होते हैं क्योंकि इसमें अधिक कनेक्शन होते हैं और यही वह जगह है जहां यह अधिक केंद्रीय हो जाता है सामुदायिक नेता वह है जहां समुदाय अपनी समझ या अपने निर्णय पर भरोसा कर रहा है इसलिए यह वह जगह है जहां अधिक केंद्रीय है जो अधिक केंद्रीय हो जाता है और यह फिर से है हमने डिग्री केंद्रीयता के साथ और एक स्थूल स्तर और सूक्ष्म स्तर दोनों के साथ राय के नेतृत्व के स्कोर को समझने के लिए इसी तरह का मैट्रिक्स बनाया ये कुछ विश्लेषण हैं अब आप देख सकते हैं कि 6 से प्रारंभिक बहुमत लगभग 168 और फिर बाद में इसमें कमी आई और ये अग्रणी कौन हैं विभिन्न चैनल क्या हैं इसका प्रसार कैसे किया जाता है शिक्षा अब प्रत्येक बिंदु को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ग के लिए गिना जाता है और एक वर्ग तक शिक्षित व्यक्ति को 01 प्राप्त होता है और व्यक्तियों ने मास्टर की डिग्री 050 पूरी की है तो अनपढ़ के लिए यह स्कोर 0 है इसलिए उस हा परिवारिक मासिक आय की तरह है यहाँ अपना लेने वालों की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं कैसे आय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चाहे उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो क्योंकि किसी को इसके जोखिम के पहलू को देखना होगा और यदि आप इसे देर से अपनाने वालों के यहाँ देखेंगे तो यह फिर से एक सूक्ष्म स्तर पर जा रहा है आय ने एक सकारात्मक पहलू भी दिखाया है शिक्षा यह कैसे खेलता है और यह व्यक्तिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और यदि आप इसे उन सभी मामलों में देखते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि हमारे पास शुरुआती अपना लेने वाला चरण है तो सबसे कम दहलीज लगभग 1154 है और लैगार्ड लगभग 135 है और बाहरी प्रभाव वे मीडिया की खपत और महानगरीयता के बारे में बात करते हैं जैसे एक टीवी चैनल में लोग इस अभिनव पहलू के बारे में जानते हैं लेकिन यहाँ इस अध्ययन में टीवी का स्कोर है उन्होंने कुछ बिंदु भी दिए हैं आप एक सप्ताह में कितनी बार टीवी समाचार कार्यक्रम देखते हैं इसलिए जहां एक बार टीवी देखने के लिए 1 अंक का उल्लेख किया जाता है एक सप्ताह में एक सप्ताह में 7 0 घड़ी नहीं है लेकिन फिर इस खोज में उन्होंने पाया है कि अखबार पढ़ने ने आपको टीवी देखने के बजाय अधिक विवादास्पद प्रक्रिया का पता चलता है और महानगरीयता कैसे निकटतम शहर का दौरा कर रही है आप निकटतम शहरों से कैसे सीखते हैं और क्योंकि मीडिया की खपत टीवी देखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है लेकिन फिर यहाँ अखबार पढ़ने ने संचार के बहुत अधिक सकारात्मक तरीके दिखाए हैं जैसे कि एक ही मैट्रिक्स का विभिन्न पहलुओं में परीक्षण किया गया है यहाँ वह जोखिम धारणा है जिसे पीने के पानी के 3 पहलुओं पर अपनाने वालों की धारणाओं के आधार पर मापा जाता है और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इस विशेष टैंक कैसे है यह सुधरा है या नहीं और आपके परिवार के पीने के पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है इसलिए उन्होंने बात की गरीब के बारे में जिसका स्वास्थ्य हमारे परिवार के सदस्यों की समस्याओं का कारण बनता है ताकि आप फिर से स्वास्थ्य के बारे में जान सकें इस पूरी प्रक्रिया को किस सीमा तक ले जाना है और जोखिम की धारणा का नक्शा बनाया गया इस तरह से इस पूरे नवीन आविष्कारों का क्या हुआ क्योंकि हमने उस विशेष नवाचार के बहुत ही प्रारंभिक उपयोगों के बारे में बात की वहाँ एक महत्वपूर्ण अग्रदूत हैं और वे बहुत मायने रखते हैं कि यह उत्पाद की समझ कैसे पूरी हुई एक व्यापक समुदायों और एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर के नेटवर्क से शुरू होने वाले एक बड़े नेटवर्क तक और एक मैक्रो लेवल नेटवर्क तक प्रसार करने के लिए कैसे इसका ध्यान रखा जाना चाहिए और यह एक तरीका है जिसे उन्होंने अपनाया है लेकिन अलग अलग तरीके हो सकते हैं वास्तव में केंद्रीयता को देखें विभिन्न तरीकों से यह विशिष्ट प्रथम अन्वेषक अभिनव प्रथाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं